दोस्तों NPTEL के इफेक्टिव राइटिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है और इस समय हम रिपोर्ट राइटिंग पर चर्चा कर रहे है पहले के लेक्चर में यदि आपको ठीक से याद हो तो हमने वास्तव में बात की रिपोर्ट राइटिंग क्या है रिपोर्ट्स को कैसे परिभाषित कर सकते है रिपोर्ट के मुख्य विशेषताएं क्या है रिपोर्ट के प्रकार क्या होते है और रिपोर्ट प्रतिदिन के लेखन से कैसे भिन्न है इस लेक्चर में हम रिपोर्ट राइटिंग में सम्मिलित विभिन्न कार्यनीति के बारे में बात करेंगे और फिर हम रिपोर्ट की सरंचना के बारे में भी बात करेंगे अब आप सोच रहे होंगे जैसा की मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि कविता कहानियां लघु कथा उपन्यास वे भी रिपोर्ट कहला सकते है परन्तु वो नहीं होते है क्योंकि उनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है तो इस लेक्चर में हम पता लगाएंगे कि रिपोर्ट बाकि की संरचना से किस प्रकार भिन्न है क्योंकि रिपोर्ट केवल लम्बाई में ही भिन्न नहीं होती है बल्कि वो भाषा में भिन्न होती है और कार्यनीति में भी भिन्न होती है जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा आप अपनी पसंद अपनी शक्ति की अनुसार अपनी कल्पना की अनुसार रिपोर्ट लिख सकते है परन्तु आप केवल रिपोर्ट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप लिखना चाहते है तो रिपोर्ट आवश्यकता पर निर्भर करती है और रिपोर्ट किसी निर्देश के प्रति उत्तर में लिखी जाती है या किसी मांग की उत्तर में स्वाभाविक रूप से क्योकि ये एक विस्तृत पाठको के लिए लिखी जाती है क्योकि हम कहते आ रहे है कि आपकी रिपोर्ट कई लोगो को जाती है और जब हम कई लोगो की बारे में बात करते है तो पहली चीज़ ये होती है कि हमको पता लगाना होता है कि वो व्यक्ति कौन है किसने आपको रिपोर्ट लिखने का कार्य सौंपा है और रिपोर्ट किसको जाएगी इसलिए रिपोर्ट को योजनाबद्ध होना होता है रिपोर्ट में कुछ कार्यनीति होनी चाहिए अब इसमें कौन सी कार्यनीति सम्मिलित होती है आप कैसे शुरू करते है या आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट लिखने कि जरूरत है तो पहले हमको रिपोर्ट की सीमा और उद्देशय पता करना होता है जब आप रिपोर्ट लिखने जा रहे है या आपको रिपोर्ट लिखने का कार्य दिया गया है तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि उद्देश्य क्या है आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे है है कि नहीं स्वाभाविक रूप से आप इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखते है क्योंकि आप काफी खुश महसूस कर रहे है आप रिपोर्ट लिखते है जब आपसे लिखने को कहा गया हो तो इसलिए आपको समझना होगा कि यदि आपको लिखने को कहा गया है तो शायद आपको पता हो कि रिपोर्ट किसको जाएगी इस प्रकार आपके रिपोर्ट का पाठक कौन होगा आपकी रिपोर्ट का दर्शक कौन होगा तो आपको पाठक दर्शक सुनिश्चित करने है और फिर क्योंकि रिपोर्ट तथ्यपूर्ण औपचारिक लिखित सूचना होती है इसे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए तथ्य रिपोर्ट में बहुत मायने रखते है तो आपको तथ्य कहाँ से मिलेंगे और आपको विषय सामग्री कहाँ से मिलेगी तो यहीं हम मुख्य स्रोत और गौड़ स्रोत की बात करते है तो विषय सामग्री एकत्रित कीजिये आप सामग्री कैसे एकत्रित करेंगे विषय सामग्री एकत्रित करने का तात्पर्य है अपनी रिपोर्ट से सम्बंधित सामग्री एकत्रित करना तो तथ्य एकत्रित करने के कई तरीके है वो हम चर्चा करेंगे और फिर आपने तथ्य एकत्रित कर लिए और जब आप सूचनाओं को एकत्रित कर ले तो अब ये सूचनाएं व्यवस्थित की जाती है तो और जब आपने सामग्री को व्यवस्थित कर ली क्योंकि रिपोर्ट लिखना आखिरी चरण होता है पूरी प्रक्रिया का आखिरी चरण तो आप इसको उलटे सीधे तरीके से नहीं लिख सकते है आपको इसको एक सही खाका या सही संरचना देनी होती है इसलिए आप इसकी रूरेखा बनाएंगे और ये रूपरेखा आपको बताएगी कि आगे कैसे बढ़े कहाँ और कैसे सूचना रखे इसलिए इन कार्यनीतिओ को जानना ज़रूरी है तो पहले सीमा जानिए ये रिपोर्ट क्या करेगी इस रिपोर्ट की क्या सीमा है मेरा मतलब है क्योकि जब आप रिपोर्ट लिखते है जब आप रिपोर्ट के ज़रिये कोई निष्कर्ष उपलब्ध कराया तो आप सोच रहे होंगे कि इससे कितना लाभ मिलेगा और इससे कितना काम लाभ होगा रिपोर्ट में किये हुए काम की हर परिस्थिति में क्या सीमा होगी या कुछ निश्चित सीमाएं हैं तो आपको ये सब पता चलेगा जब आपको इसकी सीमाएं और उद्देश्य पता होगा और फिर आप जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं आपके पास एक सवाल होता हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये संभव होगा पाठक की जानकारी के आधार पर पाठक कौन हैं आपके निकटम बॉस आपके पाठक हैं या वो व्यक्ति जिसको आप पत्र भेज रहे हैं या रिपोर्ट जमा कर रहे हैं आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा आपका उनसे सम्बन्ध क्या हैं हमने कई परिस्थितियों में देखा हैं कि यद्यपि आप बहुत अच्छा सम्बन्ध बना कर रखते हैं तो भी आपको सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि रिपोर्ट निर्णय लेने में हमको अग्रसर करेगी क्योंकि कई बार यदि रिपोर्ट अच्छे इरादे से भी लिखी जाये ये लोगो को कदम उठाने के लिए समझाने में विफल होती हैं क्योंकि आपका सम्बन्ध आपके मुख्य पाठक के साथ तनाव ग्रस्त हैं और फिर भाषा का सवाल आता हैं क्योकि यदि रिपोर्ट का लेखक रिपोर्ट के आधार पर कुछ करना चाहता हैं तो वह कुछ इस तरह से अपनी रिपोर्ट बनाता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करता हैं कि वो समझाने वाली होगी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे अब जैसा मैंने कहा आप इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखते हैं क्योकि एक दिन अचानक आप सुबह उठते हैं और रिपोर्ट लिखने का निर्णय लेते हैं ऐसा संभव नहीं हैं तो इस प्रकार रिपोर्ट राइटिंग आवश्यकता पर आधारित होती है कोई आपको बताएगा तो कोई वो व्यक्ति है जो आपको अधिकृत करेगा तो आप रिपोर्ट लिखने के लिए अधिकृत किये जाते है तो अधिकृत करना आवश्यक है और जो आपको अधिकृत करेगा आपका बॉस या संगठन में जो भी आपको देगा या रिपोर्ट लिखने का अवसर देगा और जब वो आपको रिपोर्ट लिखने कार्य सौंपता है तो वो आपको टर्म्स ऑफ़ रेफरन्स terms of refernce विचार्थ विषय बता देगा अब ये टर्म्स ऑफ़ रेफरन्स क्या है आप टर्म्स ऑफ़ रेफरन्स से क्या समझते है टर्म्स ऑफ़ रेफरन्स एक तरह निर्देश है जिसके ज़रिये आपको कुछ निर्देश दिए जाते है समस्या के बारे में निर्देश कि समस्या क्या है और रिपोर्ट लिखने की ज़रुरत क्या है ये निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों और इन निर्देशों के आधार पर ये आपको समस्या पहचानने में मदद करेगी एक बार आप समस्या जान जाते है फिर तो आपको केवल ये सोचना है कि क्या तथ्य आवश्यक है शायद ये टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स आपमें उत्सुकता जगायेंगे और आपको रिपोर्ट की सीमा निश्चित करने में मदद मिलेगी क्योकि आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते है तो आपके दिमाग में ये होता है कि इस रिपोर्ट कि सीमा क्या होगी मेरा मतलब है आपके परिणाम के आधार पर और फिर ये टर्म्स ऑफ़ रेफरन्स आपको निर्देश स्पष्ट करने में मदद करते है क्योकि मान लीजिये कि टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स में कुछ निश्चित शर्ते है जो आप नहीं समझ सकते है तो क्या किया जा सकता है आप उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकते है जिसने आपको अधिकृत किया है रिपोर्ट लिखने के लिए तो यदि एक बार आपको टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स पता लग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों तो हम प्रारंभिक चरण शुरू करते है जो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए ज़रूरी है जैसा मैंने पहले कहा रिपोर्ट एक तथ्यपूर्ण लेखन होता है और ये तथ्यों पर आधारित होता है तो इसमें तथ्य एकत्रित करना पहला चरण होता है एक बार आपको समस्या पता हो तो आप डाटा तथ्य एकत्रित करने जाते है मेरे प्यारे दोस्तों आप डाटा एकत्रित करेंगे और डाटा एकत्रित करने के कई तरीके है तो डाटा एकत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या है आपको समस्या पता है और जब आपको समस्या पता हो फिर आप सोचना शुरू करते है डाटा एकत्रित करने के कई तरीके है और फिर कौन सी विधि में आप पर्याप्त सुविधाजनक है तो डाटा एकत्रित करने के कई तरीके है पहला है पर्सनल ऑब्जरवेशन मान लीजिये यदि आप पर्सनल ऑब्जरवेशन के आधार पर रिपोर्ट लिखते है तो पर्सनल ऑब्जरवेशन क्या होता है पर्सनल ऑब्जरवेशन अवलोकन शब्द का स्वयं तात्पर्य होता है किसी चीज को उद्देश्य पूर्ण तरीके से देखना कोई घटना हो रही है और आप उसका अवलोकन कर रहे हैं परंतु अवलोकन करना बहुत चुनौती पूर्ण और मुश्किल कार्य है जब आप अवलोकन करते हैं तो आप लोगों के बारे में अवलोकन करते हैं आप घटना के बारे में भी अवलोकन कर सकते हैं तो जब आप व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं तो हो सकता है उसको पता चल जाए और वह अपना व्यवहार बदल दे है कि नहीं तो पर्सनल ऑब्जरवेशन के ज़रिये आप व्यक्ति का व्यवहार पता लगा सकते हैं तो व्यक्तिगत अवलोकन के कई सीमाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि जब आप अवलोकन करने जा रहे हैं तो क्या आप बताने जा रहे हैं आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि आप उनका अवलोकन करने जा रहे हैं आपको पता है कि आप उनको अवलोकन कर रहे हैं बिना उनके ध्यान के अवलोकन विधि की भी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं यह आपको कुछ संकेत देती है कुछ इशारे लोगों के व्यवहार को समझने के लिए आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक परिस्थिति में दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं और किसी दूसरी परिस्थिति में दूसरे तरीके से तो जब आप पर्सनल ऑब्जरवेशन व्यक्तिगत अवलोकन के जरिए डाटा एकत्रित करना चाहते हैं तो कुछ लोग लिखना चाहते हैं आप जानते हैं कि आपने जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर अवलोकित किया है यदि आप उसे उसी समय लिख रहे होते हैं तो आप स्थान पर ही नहीं लिख सकते हैं आप उसे बाद में लिख सकते हैं यह याददाश्त से संबंधित होता है कि आप कितना याद रख सकते हैं तो पर्सनल ऑब्जरवेशन व्यक्तिगत अवलोकन डाटा एकत्रित करने का एक तरीका है इसकी कुछ सीमाएं होती हैं तो यह पहला तरीका है इससे आप प्रत्यक्ष तरीके से जानकारी पाते हैं इसीलिए यह महत्वपूर्ण है और फिर दूसरा तरीका है टेलीफोनिक इंटरव्यू telephonic interview दूरभाष साक्षात्कार टेलीफोनिक इंटरव्यू से भी आप डाटा एकत्रित कर सकते हैं परंतु याद रहे और मान लीजिए यदि आप किसी व्यक्ति को टेलीफोन पर उत्तर देने जा रहे हैं और वह महत्वपूर्ण जानकारी चाहता है तो क्या आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं आप नहीं करा सकते है टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी कुछ सीमाएं होती हैं यह एक महंगा विषय है यद्यपि आजकल के संसार में आप जानते हैं कि टेलीफोन बहुत सस्ते हो गए हैं उनके दाम कम हो गए हैं परंतु फिर भी टेलीफोनिक इंटरव्यू से डाटा एकत्रित करना अभी एक महंगा विषय है इसमें भौगोलिक परेशानी की कोई मुश्किल नहीं होती है जो सफर करने से होती है और फिर कुछ और भी चीजें परंतु इसमें कुछ भी निश्चिंता नहीं होती है कि गोपनीय जानकारी टेलीफोनिक इंटरव्यू से मिल जाएगी तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मुश्किल होते हैं आपके ही दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उत्तर देने वाले के दृष्टिकोण से भी उत्तर देने वाला हमेशा सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमेशा तैयार नहीं होता है कई बार शायद वह एक बार टेलीफोनिक इंटरव्यू दे सकता है और उसने अपने आपको इसके लिए बहुत तैयार किया हो तो इस बात की आशंका है कि शायद वह तैयार हो और या फिर वह बदल जाए वह अपना उत्तर बदल भी सकता है तो टेलीफ़ोन पर यह बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अतिरिक्त टेलीफ़ोन पर लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं परंतु क्या आप लोगों का मन पढ़ने की स्थिति में होते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं कर सकते हैं तो लोग अपनी आवाज़ बदल सकते हैं कई बार कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के स्थान पर बात करते हैं तो ये वो मुश्किलें है जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू से डाटा एकत्रित करने में होती है फिर आते है पर्सनल इंटरव्यू बेशक पर्सनल इंटरव्यू के ज़रिये डाटा एकत्रित करने के लिए आपको बहुत सफर करना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल है यद्यपि आजकल तकनीकी के कारण चीज़े आसान हो गयी है और लोगो से स्काइप पर लोगो से संपर्क कर सकते है या कुछ उपकरणों से भी आजकल व्हाट्सप्प पर लोग कोशिश करते है परन्तु आपको क्या लगता है कि इन साधनों से लोगो का पर्सनल इंटरव्यू लेना संभव है और कई जगह लोग जब पर्सनल इंटरव्यू किया जा रहा हो तो लोग वांछिनिये प्रतिक्रिया नहीं देते है डिजिटल मीडिया के प्रयोग कि मदद से भी परन्तु पर्सनल इंटरव्यू एक सबसे प्रामाणिक तरीका होता है डाटा एकत्रित करने का पर्सनल इंटरव्यू के ज़रिये न तो केवल आप लोगो से मिलते है बल्कि आप प्रश्नावली भी लेकर जाते है तो जब लोग प्रश्नवाली का उत्तर दे रहे होते है तो उस समय उनका मूल्याङ्कन कर सकते है तो ये एक तरह से सुविधा करता है परन्तु इसकी भी सीमाएं है शायद हम सफर करने कि स्थिति में न हो या कुछ लोगो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए होती है और कई बार उस व्यक्ति का समय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और यदि वह व्यक्ति किसी बहुत दूर दराज में रहता है तो यह फिर से मुश्किल हो जाता है और ऐसे लोग वहां आना नहीं चाहते हैं मेरा तात्पर्य है डिजिटल मीडिया है पर्सनल इंटरव्यू देने को तो कई तरह की सीमाएं होती हैं तो डाटा एकत्रित करने की आख़िरी विधि है प्रश्नावली के जरिए एक सुविधा होती है कि व्यक्ति अगर मगर के हिसाब से प्रश्नावली तैयार कर सकता है और प्रश्नावली तैयार करना एक कला है तो आप प्रश्नावली कैसे तैयार कर सकते हैं जोकि बहुत मुश्किल है और फिर जब आपने एक बार प्रश्नावली को प्रेषित कर दिया तो इस बात की क्या निश्चिंता है कि प्रश्नावली वापस आएगी तो उसके लिए आप वापसी के डाक के पैसे पर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तब शायद प्रश्न वाली वापस आ सकती है प्रश्नावली में लोग बहुत कम प्रश्नों का उत्तर देते हैं कितने कि वह मदद कर सकते हैं उसके तुलना में अब यह सब चीजें दिमाग में रखते हुए आप डाटा एकत्रित करने जाते हैं परंतु कल्पना कीजिए कि आपने जो भी डाटा एकत्रित किया है उस डाटा का मूल्यांकन किया जाता है मूल्यांकन करने के बाद आप नोट मेकिंग करते हैं क्योंकि आपका आख़िरी उद्देश्य है रिपोर्ट को लिखना आपके सामने बहुत सारा डाटा होता है अब आपको बहुत सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी होती हैं और यह सब आप तब करते हैं जब आप डाटा को व्यवस्थित करने जा रहे होते हैं परंतु याद रहे जब आपके पास बहुत सारी सूचना होती है तो कई बार आप बहुत भ्रमित महसूस करते हैं कि कहां पर क्या रखा जाए इसीलिए डाटा को व्यवस्थित करने के सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है तो कुछ हेडिंग्स बनाइए कुछ सब हेडिंग्स और संबंधित मामले से संबंधित सूचना को उचित हेडिंग में रखें और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यह भी देखते हैं कि इनको तार्किक रूप से क्रम में रख रहे हैं कि नहीं तो जब आप क्रमबद्ध कर रहे हैं तो आप समायोजन कर रहे हैं मान लीजिए आपने इसको कुछ हेडिंग दिया और फिर उस हेडिंग में कई सारे भाग आएंगे तो आपको उनको हेडिंग में रखना है और फिर आपको उनको और फिर उनको उपक्रम में भी रखना है एक बात याद रखें जो कि महत्वपूर्ण है जब आप इसको बांट रहे हैं तो इनको अंकों की मदद से बांटे और यह अंक आपको एक तरह का क्रम देते हैं और बाद में यह आपका काम आसान बना देते हैं जब आप रिपोर्ट लिखने जा रहे होते हैं और फिर कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करिए और इन वाक्यांशों की मदद से आप वाक्य या कुछ अनुच्छेदों को छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और फिर आप बांटते हैं अब एक तरह से आपकी रिपोर्ट का खाका तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग में डाटा को व्यवस्थित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है इसलिए डाटा को व्यवस्थित करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है परंतु एक बार जब आपने डाटा को व्यवस्थित कर लिया तो अगला चरण क्या है तो अगला चरण है क्योंकि आपके पास डाटा पहले से ही तैयार है तो अगला चरण है इसको एक उचित फॉर्मेट में रखना आपको क्या करने की जरूरत है आपको रिपोर्ट की संरचना समझने की जरूरत है जैसा कि मैंने अपने पहले के लेक्चर में कहा कि रिपोर्ट अलग होती है एक औपचारिक रिपोर्ट अलग होती है क्योंकि इसको एक उचित संरचना या रूपरेखा का पालन करना पड़ता है आपको पता है कि यह कविता की तरह नहीं होता है जहां यह कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं भी खत्म हो सकता है कविता बीच में से भी शुरू हो सकती है और कहीं भी खत्म हो सकती है परंतु रिपोर्ट को एक उचित संरचना का पालन करना होता है हर एक रिपोर्ट चाहे वह किसी भी तरह की रिपोर्ट क्यों ना हो यदि वह औपचारिक हैं तो उसको एक उचित संरचना की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है और उसमें से पहली चीज है आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी रिपोर्ट को तीन भागों में बांट सकते हैं इसमें पहला चरण है प्रेफेक्टोरिअल prefectorial तथ्यों को एकत्रित करने के पूर्व की सामग्री फिर मुख्य तत्व और फिर बाद की विषय सामग्री परंतु उसके भी पहले चलिए यह समझने का प्रयास करते हैं चलिए यह समझने का प्रयास करते हैं की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं क्या है जिनका पालन करना होता है जब आप रिपोर्ट लिखने जा रहे होते हैं तो चलिए पता लगाते हैं की किन मुख्य मुद्दों का ध्यान रखना होता है जब आप तथ्य पूर्व के सामग्री बना रहे हैं हर एक रिपोर्ट की शुरुआत कवर से होती है मेरे प्यारे दोस्तों हर एक रिपोर्ट का कवर होता है कुछ संगठन आपको उचित फॉर्मैट्स उपलब्ध कराते हैं उनका उचित फॉर्मेट होता है परंतु यदि वह ना हो तो आपको कवर बनाना होता है आवरण को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ता है मेरा तात्पर्य है कि कवर में रिपोर्ट के शीर्षक की आवश्यकता होती है इसको इसकी भी आवश्यकता होती है की रिपोर्ट का लेखक कौन है और रिपोर्ट कहां लिखी गई है मेरा मतलब है संगठन का नाम और फिर क्योंकि आप किसी के द्वारा रिपोर्ट लिखने के लिए अधिकृत होते हैं इसलिए " द्वारा अधिकृत" क्योंकि इसको एक माध्यम के जरिए जमा करना पड़ता है इसको किसी अधिकारी के द्वारा जाना होता है तो स्वाभाविक रूप से आप यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे तो कवर के बाद क्योंकि कवर एक सख्त पन्ने की तरह होता है क्योंकि लंबी रिपोर्ट को जिल्दसाज किया जाता है जिल्दसाज रिपोर्ट होती हैं इस प्रकार अब यह भी निश्चित करता है कि पूरी सामग्री अच्छी तरीके से संरक्षित की गई है तो यह जिल्दसाज होता है कवर के बाद फ्रंटइसपीस frontispieceमुख भाग यह फ्रंटइसपीस frontispiece वास्तव में एक पतला पारदर्शी कागजी पत्र होता है जो पूरी रिपोर्ट का एक तरह से प्रदर्शन करता है मान लीजिए यदि आपने चित्र भी सम्मिलित किए हैं तो यह केवल ना तो चित्र की सुरक्षा करता है बल्कि यह पाठकों की उत्सुकता भी बढ़ाता है शीर्षक पेज पर आप देखते हैं यदि आपने कवर पेज पर बस शीर्षक लिखा है तो शीर्षक पेज पर ना तो आप केवल शीर्षक उपलब्ध कराएंगे बल्कि आप उपशीर्षक भी लिखेंगे कई संगठनों में वह आपको अंक देते हैं कई और संगठनों में वह आपको एक वर्ग देते हैं गोपनीय रिपोर्ट अंक यह यह क्योंकि आप यह संगठन की तरफ से लिखते हैं तो आपको फॉरवर्डिंग लेटर forwarding letterअग्रेषित करना का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यदि यह एक औपचारिक माध्यम से जमा किया जा रहा है कोई आपकी रिपोर्ट आगे भेजेगा इस फॉरवर्डिंग लेटर को वैसे लिखा जाता है जैसे पत्र लिखे जाते हैं उसमें आप की रिपोर्ट को आगे भेज दिया जाता है तो इसको आपके बॉस के द्वारा लिखा जाता है या फिर आपके फॉरवर्डिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा फिर आता है प्रीफेस preface प्रस्तावना यह प्रीफेस लेखक के द्वारा पहला पेज होता है यहां पर लेखक रिपोर्ट को पाठकों को प्रस्तुत करता है और वह संछिप्त तरीके से करता है वह यह बताता है रिपोर्ट के बारे में हैं और रिपोर्ट क्या करती है आपको समझना होता है यदि आपने विभिन्न रिपोर्ट के प्रीफेस देखें होंगे तो आपको पता चलता है कि प्रीफेस कैसे लिखा जाता है परंतु प्रीफेस लिखते समय आपको वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है फिर आता है एक्नॉलेजमेंट acknweledgement पावती पत्र आपकी रिपोर्ट केवल पूरी तरह आपके द्वारा ही नहीं लिखी जाती है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको मदद करी होगी किसी ना किसी तरह से तो यह एक पेज होता है जहां पर लेखक बहुत सारे लोगों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है और एक्नॉलेजमेंट पेज पर वह सब लोगों का धन्यवाद करता है जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से उसकी रिपोर्ट लिखने में मदद की हो एक्नॉलेजमेंट के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट table of content विषय सामग्री सूची पर आते हैं परंतु जब आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं तो कृपया देखिए कि सारे वाक्य एक जैसे ना हो वाक्य लेखन में थोड़ी भिन्नता हो उदाहरण के तौर पर यदि आप पहले वाक्य आरंभ करते हैं " आय थैंक मिस्टर एक्स फॉर डूइंग दिस" 'I thank mister x for doing this तो दूसरा वाक्य भिन्न होना चाहिए " आए आल्सो डीम इट माय प्लेजर टू थैंक" आई शॉल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई डु नॉट थैंक थैंक्स आर आल्सो ड्यू टू मिस्टर मोहन हु हैज़ बीन रिकॉर्डिंग दीज़ सेशंस वैरी केयरफुली वैरी डेक्स्ट्रोसली वैरी मेटिकुलस्ली 'I also deem it my pleasure to thank' I shall be failing in my duty if I do not thank thanks are also due to Mister Mohan who has been recording these sessions very carefully very dexterously very meticulously इट वुड आल्सो बी ऐन इनजस्टिस इफ आई डु नॉट थैंक डा एंटायर आईटी सेल हैड दे नॉट बीन रिकॉर्डिंग माय सेशंस वैरी डेक्स्टरस्ली परहैप्स डिस कुड नॉट हाव बीन आ रियलिटी It would also be an injustice if I do not thank the entire IT cell had they not been recording my sessions very dexterously perhaps this could not have been a realityमेरे प्यारे दोस्तों तो विभिन्न तरीके हैं परंतु सभी वाक्यों को भिन्न भिन्न होना चाहिए सभी वाक्य अलग हो मेरे प्यारे दोस्तों पर जब आप एक्नॉलेजमेंट लिखें तो यह जरूर देखें कि वह ज्यादा लंबा ना हो और फिर बारी आती है टेबल ऑफ कंटेंट की टेबल ऑफ कंटेंट आपको सारी जानकारी देती है जो की रिपोर्ट में है यह टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में प्रस्तुत की जाती है टेबल ऑफ कंटेंट वर्ड सबसे ऊपर बीच में होता है और फिर से एक बटवारा होता है और वह उपभाग लिखा जाता है पेज नंबर के साथ मेरे प्यारे दोस्तों फिर एक और पेज होता है जिसको लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन list of illustration चित्रण की सूची कहते हैं इसमें सभी तरह के चित्रण सम्मिलित होते हैं जिसको आपने रिपोर्ट में लिखा है क्योंकि पाठक कई बार पूरी रिपोर्ट को पढ़ने का आनंद नहीं जानते हैं तो केवल देखते हैं की चित्रण क्या है वह केवल एक विशेष पेज पर रुचि दिखा सकते हैं वह उस पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से जा सकते हैं और फिर आता है अब्स्ट्रक्ट या समरी abstract or summaryसारांश यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में अंतर समझा जाए क्योंकि आप सब लोग इससे सहमत होंगे कि अब्स्ट्रक्ट बहुत छोटा टुकड़ा होता है अब बहुत छोटा टुकड़ा जबकि समरी सारांश बड़ी होगी समरी को एग्जीक्यूटिव समरी भी कहते हैं क्योंकि यह सारी समरी आपको पूरी रिपोर्ट संक्षेप में बताती है तो यह सब महत्वपूर्ण रिपोर्ट का प्रीफेक्टोरियल सामग्री है इसके बाद हम मुख्य तथ्य पर आते हैं जहां पर हम बात करेंगे बातचीत चर्चा और निष्कर्ष और सिफारिश की और फिर रिपोर्ट के पीछे की सामग्री अब यहां पर अब्स्ट्रक्ट और समरी के बीच में अंतर आता है जैसा कि मैंने कहा की अब्स्ट्रक्ट बहुत संक्षिप्त रूप से उद्देश्य बताते हैं जबकि समरी पूरे रिपोर्ट का सारांश बताती है मेरे प्यारे दोस्तोंअब्स्ट्रक्ट में आपके पास चित्र या ग्राफ देने का मौका नहीं होता है जबकि एग्जीक्यूटिव समरी में आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कई बार निष्कर्ष भी होता है जोकि अब्स्ट्रक्ट में नहीं हो सकता है आपको याद रखना चाहिए कि अब्स्ट्रक्ट पूरी रिपोर्ट का 2 होना चाहिए जबकि एग्जीक्यूटिव समरी पूरी रिपोर्ट का 5 से 10 हो सकती है फिर हम मेन बॉडी main body पर आते हैं मेन बॉडी वास्तव में रिपोर्ट का हृदय होती है इसमें आपके पास व्याख्या और विश्लेषण किया हुआ डाटा होता है क्योंकि चर्चा के द्वारा आप पाठक को तैयार करते हैं यह बताने के लिए कि आपने इस रिपोर्ट में क्या किया है और क्या हो सकता है और आप कैसे कदम बढ़ा सकते हैं तो जब आप मेन बॉडी पर आते हैं मेन बॉडी के 4 भाग होते हैं मेन बॉडी को रिपोर्ट हृदय कहा जा सकता है रिपोर्ट का मुख्य तत्व जबकि प्रीफेक्टोरिअल सामग्री को रिपोर्ट का अग्रभाग कहते हैं अब मेन बॉडी का पहला पन्ना होता है इंट्रोडक्शन introduction प्रस्तावना अब सवाल है कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए इंट्रोडक्शन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखनी होती हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन के द्वारा आप रिपोर्ट को आरंभ कर रहे हैं तो आपका पाठक जानना चाहेगा कि आपने रिपोर्ट में क्या किया है और इंट्रोडक्शन में आप स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइजेशन लिखते हैं जैसा कि मैंने कहा की आप अपने आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं कोई आपको रिपोर्ट लिखने के लिए अधिकृत करता है तो स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइजेशन क्या है इसकी पृष्ठभूमि क्या है क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो आप पहले पृष्ठभूमि के बारे में लिखते हैं की वर्तमान स्थिति क्या है और यह रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है इस रिपोर्ट को लिखने की आवश्यकता क्या है यहां पर आप समस्या की भी बात करेंगे मेरा मतलब है हाइपोथेसिस और फिर समस्या की सीमाएं क्या है समस्या की बंदिशें क्या है आप यह भी लिखेंगे की डाटा एकत्रित करने के तरीके क्या है क्योंकि बहुत सारे पाठक या तो आपका इंट्रोडक्शन देखेंगे और या फिर आपका कंक्लुजन conclusion और फिर वो कंक्लुजन और इंट्रोडक्शन को मिलाने की कोशिश करेंगे चाहे इसमें कोई क्रम हो या ना हो चाहे आप का इंट्रोडक्शन कंक्लुजन की पुष्टि करें या ना करें और फिर रिपोर्ट में कई सारे तकनीकी शब्द होते हैं और क्योंकि आप की रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है तो बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने कहा प्रधान पाठक और अप्रधान पाठक भी इसलिए कई सारे तकनीकी शब्द आम आदमी को समझ में नहीं आ सकते हैं तो आप कुछ तकनीकी शब्दों को लिख सकते हैं उनके स्पष्टीकरण और व्याख्या के साथ यदि आवश्यकता हो और यदि कई सारे तकनीकी शब्द हो तो आप एक अलग से इन सभी तकनीकी शब्दों का पेज उपलब्ध करा सकते हैं वास्तव में रिपोर्ट को पढ़ने में आसानी होगी और फिर अंत में रिपोर्ट का प्रीव्यू इंट्रोडक्शन के बाद हम रिपोर्ट के चर्चा वाले भाग पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चर्चा में जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि आपने डाटा पहले से ही एकत्रित कर लिया है इस डाटा की व्याख्या दी जाती है क्योंकि रिपोर्ट के लेखक को पाठकों को समझाना होता है की यह स्थिति है और आप स्वयं इसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं आप अपने पाठकों को पूरे डाटा पर उचित तर्कों और व्याख्या से निष्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं तो इसमें परिणाम होगा और इसमें शोध की समस्या होगी तो विषय का विवरण डाटा और यह आपको निष्कर्ष निकालने में मदद करेगा डिस्कशन Discussionविमर्श सबसे लंबा भाग होता है और इसीलिए सारे रिपोर्ट्स को अंकित किया जाता है और जब आप रिपोर्ट पर अंक डालते हैं तो सबसे पहले भाग होगा इंट्रोडक्शन क्योंकि डिस्कशन कई पेज तक जाएगा इसलिए उसको हम बांट देते हैं अब कई बार आप समस्या से शुरुआत करते हैं वह एक हिस्सा होगा और दूसरा हिस्सा होगा कुछ और और फिर उसे कुछ और भागों में बांटा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए इससे आप सुनिश्चित करते हैं कि आपने रिपोर्ट पर काम किया है क्योंकि आप ही वह व्यक्ति है जिसने रिपोर्ट पर काम किया है तो आप इसे बेहतर जानते हैं और इसके आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो परिणाम केवल तथ्यों पर ही आधारित नहीं होगा बल्कि तर्कों पर भी आधारित होगा मेरे प्यारे दोस्तों अब हम आते हैं कंक्लुजनऔर रिकमेंडेशन पर कंक्लुजन और रिकमेंडेशन में अंतर होता है रिपोर्ट को परिभाषित करते समय हमने कहा कि रिपोर्ट में कंक्लुजन और रिकमेंडेशन होगा यदि जरूरी हो तो शायद ऐसा संभव नहीं है कि आप कभी रिकमेंडेशन दे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए स्थिति का परीक्षण करने के लिए लिया गया है और आप निष्कर्ष देते हैं निष्कर्ष उन लोगों का भाग होगा जोकि इसके आधार पर निर्णय लेंगे परंतु यदि उनसे रिकमेंडेशन मांगा गया है तभी वह रिकमेंड करेंगे और रिकमेंडेशन कंक्लुजन रिपोर्ट का आख़िरी पन्ना होता है तो जब यहां पर आप निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं तो आप परिणाम उपलब्ध कराते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है आपने समस्या के साथ शुरुआत की आपने समस्या पर विमर्श किया डाटा की व्याख्या के आधार पर और यह डाटा यहां उपलब्ध कराया गया है और आपने कई सारे चित्र दिखाए हैं कई सारे चार्ट दिखाएं हैं कई प्रकार के तो आपके जरूरत के अनुसार यह वास्तव में कार्य को आसान बनाता है क्योंकि हम कहते आ रहे हैं कि चित्रण के प्रयोग से यह बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों चित्रण का प्रयोग तो चित्रण के ज़रिये आप क्या करते है व्यस्त अधिकारियोके पास पूरे विमर्श को देखने का समय नहीं होता है तो वो क्या करते है कि वो बस चार्ट पर जाते है वो केवल आकड़ों और चार्ट पर जाते है हर एक चार्ट और हर एक आकड़े को क्रमांक दिया जाता है जब आप लिख रहे होते है तो लिखते समय आपको एक तरह का क्रम बनाना पड़ता है आप ये पुष्टि करते है कि ये फ्ला फ्ला आकड़ा क्रमांक में दिखाया गया है परन्तु ध्यान रहे कि जब आप कुछ विमर्श कर रहे है तो कुछ चीज़े आकड़ों के साथ आनी चाहिए तो कन्क्लूज़न हमको वास्तव में रिपोर्ट का परिणाम बताता है और फिर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समस्या विवरण का उत्तर प्रदान करते है आपने समस्या से शुरू किया और समस्या के आधार पर आप रिपोर्ट आगे बढ़ाते है विश्लेषण के साथ और परीक्षण के साथ और फिर अंततः आप निष्कर्ष लिखते है तो कन्क्लूज़न के साथ आप रिपोर्ट विमर्श का अंत करते है तो ये तर्कसंगत निष्कर्ष होना चाहिए मेरा मतलब है आप निष्कर्ष में कुछ नया नहीं लिख सकते है आप निष्कर्ष में जो कुछ भी लिखते है वो आपके विमर्श के आधार पर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर ये तर्कसंगत निष्कर्ष और मूल्यांकन होना चाहिए तो इस तरह आपकी रिपोर्ट अंततः निष्कर्ष पर आती है तो कन्क्लूज़न छोटा पेज होता है शायद एक या दो पेज की रिपोर्ट कि लम्बाई के आधार पर और फिर यदि रिकमेन्डेशन कि आवश्यकता हो तो हम रेकमेडेशन देते है रिकमेन्डेशन और कन्क्लूज़न की भाषा में अंतर होता है कन्क्लूज़न में हम तथस्त रहते है परन्तु जब आप रेकमेडेशन देते है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न में आते है तो आप कब रेकमेंड करते है और कुछ भी ऐसा रेकमेंड न करे जो संभव न हो रिकमेन्डेशन को इसको क्रियान्वित करने की सुविधा का भाग भी देखना होता है तो जब आप कुछ रेकमेंड करे तो देखे कि कुछ कदम उठाया जा सके यदीपि आप रेकमेंड कर रहे है पर आप कुछ भी थोपते नहीं है ये एक सोचने वाला विषय है इसके बाद हम रिपोर्ट के आखिरी भाग में आते है जिसको बैक मैटर कहते है अब बैक मैटर क्यों और इसका महत्व क्या है जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते है आपको अपने पाठक को ध्यान में रखना होता है अब आप चाहते है कि आपकी रिपोर्ट पढ़ी जाये इसलिए कुछ चीज़े है जिनका आप विमर्श कर रहे है जैसा मैंने कहा जब विमर्श करते है आप वास्तव में आकड़ो की पुष्टि कर रहे होते है फिर आपने जो डाटा एकत्रित किया है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू से पर्सनल इंटरव्यू क्यूश्चन इंटरव्यू शीट पर्सनल ऑब्जरवेशन और भी कई तरीको पर आधारित होता है अब इन सबको नहीं रख सकते है जब आप पूरी रिपोर्ट लिख रहे होते है तो क्या किया जा सकते है क्योकि यदि आप रखेंगे तो आप पाठक की पढ़ने गति अवरुद्ध करेंगे अपनी रिपोर्ट को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए यहाँ कुछ चीज़े है जिनको आप पीछे भेज सकते है इन सबको आप अपनी रिपोर्ट के सेकेंडरी मटेरियल से पूरा कर सकते है इसलिए बैक मैटर तो बैक मैटर सहायक आलेखों से बनता है जोकि सारिणी प्रश्नावली साक्षात्कार सांख्यिकी परीक्षण प्रयोगविधि इत्यादि के रूप में हो सकता है यदि इन सबका क्रमांक बहुत ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे मान लीजिये आपके पास साक्षात्कार का एक पन्ना है दूसरे में आपके पास प्रश्नावली है और दूसरे में आप कुछ और सूचना आकड़ो या चार्ट के द्वारा देना चाहते है और वो बहुत महत्वपूर्ण परन्तु आप उसे नहीं दे सके तो इसलिए कई सारी अपेंडिक्स होती है और यदि आपके पास कई अपेंडिक्स हो तो आप उनको नाम दे सकते है अपेंडिक्स अ अपेंडिक्स बी अपेंडिक्स सी इसी तरह अपेंडिक्स १ अपेंडिक्स २ अपेंडिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है फिर आती है लिस्ट ऑफ़ रेफ़्रेन्स मेरे प्यारे दोस्तों आप डाटा के आधार पर जो कोई कन्क्लूज़न देते है फिर डाटा का विश्लेषण किया जाता है फिर आप इस जानकारी को कही से लेते है फिर एक जगह होती है जहा आप कृतग्यता दिखाते है मान लीजिये आपने कुछ जानकारी किसी किताब से ली है किसी लेख से ली है किसी जर्नल से ली है किसी शोधलेख से ली है या कही से भी इसलिए आप रिफरेन्स की सूची देते है और फिर जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखता है तो वो बहुत सारी किताबों से भी परामर्श लेता है तो बहुत सारे लेख अख़बार के लेख जर्नल के लेख और भी कई तो उसके लिए अलग से भाग होता है जो हमको साहित्यिक चोरी से बचाता है आपको पता है आजकल बहुत सारी चीज़े दूसरे के साहित्यिक कार्य से चुराई जाती है साहित्यिक चोरी क्या है साहित्यिक चोरी वो होती है जब आप किसी दूसरे के काम को लिखते है और उनके बारे में नहीं बताते है तो इस तरह से आप अनैतिक कार्य कर रहे होते है तो इसलिए ये हमेशा बेहतर होता है कि यदि आपने उनसे परामर्श किया है उनका सन्दर्भ दिया है तो बेहतर होगा उसको रिफरेन्स या बिबलियोग्राफी में लिखे जब हम बिबलियोग्राफीbibliography सन्दर्भ ग्रन्थ सूची की बात करते है बिबलियोग्राफी में उन सम्पूर्ण किताबो की लेखक की सूची होती है जिनको लेखक अपनी रिपोर्ट लिखने के दौरान देखता है परन्तु आप को मालूम है आप हमेशा किताब पढ़ने की स्थिति में नहीं होते है परन्तु कुछ लोग ऐसे होते है जिनको किताब पढ़ने में रूचि होती है तो आपकी बिबलियोग्राफी के ज़रिये उस व्यक्ति को उस किताब के बारे में जानकारी मिलती है फिर है ग्लोसरी glossary शब्दावली शब्दावली में भी आप कुछ शब्दों को लिखेंगे यह एक अक्षर क्रम में लिखी गई सूची है फिर आता है इंडेक्स यदि आपके पास बहुत सारे तकनीकी शब्द है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो उनको सबसे आख़िरी में इंडेक्स पेज में उपलब्ध कराया जा सकता है अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब यह समझे की बिबलियोग्राफी में प्रविष्टि कैसे करें यद्यपि आप में से बहुत लोगों को पता होगा परंतु जो लोग नहीं जानते हैं वह लेखक के नाम से शुरू कर सकते हैं लेखक का नाम अलग तरीके से लिखा जाता है उदाहरण के तौर पर यदि आपका नाम रितिक वर्मा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको लिखना है वर्मा अर्धविराम रितिक मेरा मतलब है कि पहले कुलनाम आता है फिर नाम और लेखक के नाम के बाद किताब का शीर्षक और किताब का शीर्षक हम विस्तार से लिखते है फिर सम्पादक का नाम यदि किताब सम्पादित हो और फिर संस्करण क्रमांक यदि ये जर्नल से हो तो फिर सीरीज series श्रंखला प्रकाशन का स्थान प्रेक्षण का वर्ष और फिर पेज नंबर तो ये एक वास्तव में सामान्य प्रवष्टि है और अब जब हम रिपोर्ट को डोक्युमेंटिंग कि बात करते है हमको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता है कि क्या क्रम या क्या प्रथा पालन किया जाता है क्योंकि इसको करने के दो तरीके हो सकते है या तो ऍम0 अल0 ऐ0 या फिर ऐ0 पी0 ऐ0 के द्वारा तो जो भी शैली प्रथा प्रचलित हो उसके आधार पर आपको चुनना है और यदि आपको ऐसा लगे कि जब परन्तु आपको दोनो को मिला नहीं देना चाहिए तो तो आपको बिबलियोग्राफी और रेफरन्स के बीच में अंतर पता होना चाहिए तो बिबलियोग्राफी सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री कि सूची होती है और उन सभी रचनाओं कि जिन्होंने लेखक में लेखन की ज्वाला जलाई और वो भी जिसे लेख या रिपोर्ट में नहीं लिखा गया परन्तु इसने आपकी विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया क्योकि ये एक विस्तृत सूची है इसको अक्षर के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर रिफरेन्स की सूची बिबलियोग्राफी और रेफरन्स के बीच केवल मूल अंतर है क्योकि रेफरन्स की सूची बहुत विशिष्ट होती है मेरा मतलब है कि यहाँ पेज नंबर दिए जाते है और यदि आपके पास सीमित रिफरेन्स हो तो आप उनको फुटनोट के रूप में दे सकते है उनको पेज पर ही देना संभव है परन्तु यदि संख्या बहुत ज्यादा हो तो आपको उनका क्रमांक देना होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सबके लिए और फिर यहाँ कुछ उदहारण है आप देख सकते है आप लेखक का नाम जानते है ऐजाज़ अहमद तो हम लिखते है ऐजाज़ अहमद और फिर ये वास्तव में एक किताब का लेख है तो ये इनवर्टेड कॉमा inverted comma उद्धरण चिन्ह में आएगा और फिर किताब का नाम और फिर प्रेस का फिर वर्ष परन्तु ऐ पी ऐ में वर्ष पहले आता है मेरा मतलब है कि लेखक के नाम के बाद वर्ष आएगा आप इसको देख सकते है मेरा मतलब है कि यहाँ बहुत सारी प्रवष्टि है आप देख सकते है तो जब हमारे पास ये उदाहरण होते है अब अब रिपोर्ट को लिखने कि भूमि तैयार है रिपोर्ट लिखना जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन का काम नहीं है तो हमने रिपोर्ट कि उत्पत्ति कि बात की हमने उसकी परिभाषा कि बात की हमने रिपोर्ट के विभिन्न लक्षणों की बात की फिर रिपोर्ट के प्रकार की हमने रिपोर्ट लिखने की योजना की बात की और फिर हमने देखा की कैसे एक उचित रूपरेखा बनाये और फिर जब आपके पास जानकारी के सारे भाग हो तो आप कैसे खाका तैयार करेंगे और फिर अन्तःतः अब आप रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार है तो रिपोर्ट राइटिंग में अगला चरण होता है रिपोर्ट लिखना रिपोर्ट लिखने के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है हमको भाषा की आवश्यकता होती है भाषा एक जटिल प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्तों तो मार्केट लॉरेंस कहते हैं कि" जब मैं कहता हूं "काम" मेरा केवल तात्पर्य है लिखना बाकी सब केवल मामूली काम है" तो जब आपके पास सूचना के सारे टुकड़े तैयार हो जब आप उसको कतरने के लिए तैयार हो हम वास्तव में उसको उचित आकार देते हैं और ऐसा संभव है जब सारे बिना जुड़े हिस्से इससे एक साथ लाए जाते हैं और जब आप उनको एक उचित आकार देते हैं तो इस तरह से असली रिपोर्ट ढांचे में आती है और ऐसा तब संभव है जब आपको पता हो कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है रिपोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए हम को अगले लेक्चर का इंतजार करना होगा जब हम बात करेंगे शैली के बारे में और रिपोर्ट के तत्व के बारे में तब तक के लिए सुनते रहिए सोचते रहिए विश्लेषण करते रहिए जिसका हमने विमर्श किया बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो